तो इस सप्ताह के तीसरे मॉड्यूल के लिए आपका वापस स्वागत है इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने कम्प्यूटेशनल मोरफोलोजी के बारे में बात कर रहे थे तो इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि किस तरह से फाइनेन्शल मेथ के तरीकों का उपयोग करके मोरफोलोजीकल अनालिसिस किया जाता है तो मैं बस संक्षेप में जाऊँगा कि ये मॉडल क्या करते हैं तो हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन से शुरू कर रहे हैं इसलिए यदि आपने फार्मल लेंगवेज ऑटोमेटन सिद्धांत या थेओरी ऑफ कंप्यूटेशन पर एक कोर्स किया है तो आपको पहले से ही पता चल होंगा कि एक फाइनाइट ऑटोमेटन क्या है मैं बस संक्षेप में बताऊंगा कि यह क्या है यदि आपने कोई कोर्स नहीं किया है तो आप उस कोर्स के लिए पुस्तकों में से जल्दी से बस यह देख लीजिए तो एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन क्या है तो यह एक डाइरेक्टेड ग्राफ की तरह है तो इस फ़िगर में आप देख रहे हैं कि यह एक फाइनाइट ऑटोमेटन है जिसमें 6 अलग अलग नोड्स हैं इसलिए यह नोड्स हैं और इसे स्टेट कहा जाता है और नोड्स के बीच एजेस हैं और उन्हे कुछ सिमबोल्स के साथ लेबल किया गया है उदाहरण के लिए आप नोड 0 से 1 के बीच देख रहे हैं कि c लेबल के साथ एक एज है और वे इस ऑटोमेटन की निश्चित श्रेणी के लिए खाली भी हो सकते हैं कुछ स्टाटेड स्टेट्स निश्चित होती हैं उदाहरण के लिए यहाँ नोड 0 स्टाटेड स्टेट है और कुछ एक्सेप्टिंग या फाइनल स्टेटस हैं जो शायद नोड 6 पर एक डबल सर्कल की तरह लिखी जाती हैं आपके पास एक्सेप्टिंग स्टेट या फाइनाइट स्टेट वाले डबल सर्कल है इसलिए वे बहुत आसानी से एक से अधिक फाइनल स्टेट में हो सकते हैं तो अब फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन क्या करते हैं इसलिए वे एक रेगुलर लेंगवेज को पहचानते हैं जो कि वह भाषा हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशन द्वारा स्पेसिफाइड है इसलिए किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को आप हमेशा एक फाइनेन्शल ऑटोमेटन में बदल सकते हैं तो अब अगर आप इस स्लाइड पर दिए गए ऑटोमेटन को देखते हैं तो वह कौन सी भाषा है जिसे वह पहचानता है इसके माध्यम से क्या शब्द पास किए जाने वाले हैं और यह देखकर कि आप यह भी देख सकते हैं कि ऑटोमेटन वास्तव में कैसे काम करता है तो अगर आप इस ऑटोमेटन को कलर इनपुट देते हैं तो क्या होगा तो यह शुरुवात की अवस्था से शुरू होगा आप स्टाटेड स्टेट पर इनपुट किए हुए c से पहले अक्षर c को लेंगे और आप इस ग्राफ से स्टेट 1 पर जाएंगे अब स्टेट 1 पर आप एक इनपुट o लेते हैं जो इनपुट में अगला है और आप स्टेट 2 पर और इसी तरह आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप फोनीम अक्षर r के साथ समाप्त करते हैं तो आप इस ग्राफ में स्टेट 6 के साथ समाप्त होते हैं इसलिए दिया गया इनपुट कलर इस ऑटोमेटन द्वारा स्वीकार किया जाता है लेकिन क्या होता है अगर मैं एक शब्द कलर देता हूं जैसे आप देख सकते हैं कि अभी भी एक रास्ता है आप ४ से ५ और ५ से ६ पर जा सकते हैं और इस ऑटोमेटन से आप कलर स्वीकार कर सकते हैं तो यह 2 शब्दों कलर और कलर को स्वीकार करेगा लेकिन तो क्या होता है अगर आप colr शब्द देते हैं तो आप देखेंगे कि col 3 स्टेट में जाएगा लेकिन यदि आप r लेते हैं तो 3 से कोई रास्ता नहीं है जो एक इनपुट r लेता है इसलिए यह आगे नहीं बढ़ सकता तो यह इनपुट इस ऑटोमेटन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तो एक आटोमेटोन फाइनल स्टेट आटोमेटोन दिया गया हैं यह क्या करता है यह पहचानता है कि अगर यह क्या फाइनाइट है या फिर यह 1 रेगुलर लेंगवेज है इसलिए यदि आप नियमित भाषा से कोई स्ट्रिंग देते हैं तो यह स्वीकार करेगा इसका मतलब है यह एक्सेप्टिंग स्टेटस में से किसी एक स्टेट में समाप्त हो जाएगा लेकिन आपको इसे कोई अन्य स्ट्रिंग को देना चाहिए जो उस भाषा में नहीं है जिसे यह स्वीकार नहीं करेगा तो यह किसी में एक्सेप्टिंग स्टेटस में समाप्त नहीं होगा अब इस फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन का उपयोग मोरफोलोजीकल अनालिसिस करने के लिए कैसे किया जाता है तो आइडिया क्या है आइडिया यह है कि जब आप विभिन्न मोर्फेमेज़ को जोड़ते हैं तो कुछ परिवर्तन होते हैं जो मुख्य रूप से बोंडरी पर होते हैं और यह बहुत ही नियमित घटना है इसलिए अगर आप उस 2 शब्दों को पकड़ना चाहते हैं जैसे कि boy और car को एक s जोड़कर बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है तो मेरे पास केवल बस नाऊन के लिए एक ही स्टेट हैं जहां boy और car दोनों एक साथ आते हैं और फिर मेरे पास s मार्किंग के साथ एक ही एज है जो कि एक बहुवचन है और अब आप उन सभी संभावित बहुवचन के बारे में सोचते हैं जो आप अंग्रेजी में बना सकते हैं सभी सिंगुलर नाउँन एक ही स्टेट में आ सकते हैं और फिर आपके पास s के साथ एक सिंगल एरो है और जो फ्लूएड में परिवर्तित हो जाएगा तो यह बहुत ही कुशलता से एकवचन से बहुवचन में बदलने की प्रक्रिया को केपचर कर लेता है और जब तक यह नियमित है यह बहुत सीधा है फिर आप ऐसा कैसे करते हैं तो यहाँ इस स्लाइड में एक उदाहरण है इसलिए यहाँ केवल 3 स्टेट्स को दिखाया गया है Q0 Q1Q2 Q0 स्टार्टर स्टेट और Q1 और Q2 अन्य एक्सेप्टिंग या फाइनाइट स्टेट है कई अन्य मध्यवर्ती स्टेट्स को नहीं दिखाया गया है जिन्हे हम बाद की कुछ स्लाइड्स में देखेंगे इसलिए Q0 से Q1 तक आपके पास कार बॉय बेग वगैरह जैसी नियमित संज्ञाएं मिलती हैं और फिर ये सभी अंग्रेजी में शब्द भी हैं अब आप उन्हें बहुवचन में बदलने के लिए बहुवचन मोर्फेमेज़ s को जोड़ सकते हैं तो अब हम Q1 से Q2 तक जा रहे हैं लेकिन जैसे कि क्या होता है अगर जैसे आपके पास गूस से गीस तक की एक इररेगुलर नाऊन है इसलिए आप गूस के कारण Q1 तक नहीं जा सकते क्योंकि अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो यह बहुवचन रूप होने के कारण आपको यह नहीं मिलेगा तो अनियमित संज्ञाओं के लिए आपके पास अलग रास्ता है जो Q0 से जाता है कि यह फिर Q 2 से और फिर से कुछ इंटरमिडियट नोड्स होगा जो दुनिया में भाषा में फोनीम्स के अलग अलग वर्ण हैं तो दोनों एकवचन बहुवचन Q हैं तो Q 1 और Q 2 दोनों अंग्रेजी में शब्दों को स्वीकार करेंगे इसी तरह यह अंग्रेजी विशेषण के लिए FSA परिमित राज्य ऑटोमेटन में है तो आपके पास कुछ उपसर्ग है जैसे un तो आपके पास वास्तविक विशेषण आधार है जैसे happy और फिर आपके पास er est ly जैसे कुछ प्रत्यय हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम यहा कुछ बहुत सारे मॉर्फो टैक्टिक्स भी देख रहे हैं कि किस तरह के मॉर्फेम अन्य प्रकार के मॉर्फेमेस का अनुसरण करते हैं तो अब इस आटोमेटन का उपयोग करके आप किस तरह के शब्द उत्पन्न कर सकते हैं तो आप un happy unhappy कह सकते है Q0 से शुरू करके या Q0 से आप पूर्ण परिवर्तन लेते हुए Q1 पर जाते हैं और आपके पास happy और er - happier happiest happily और इत्यादि हैं तो sick उत्पन्न होता है happier happiest happily वास्तविकता मे Q0 से एक पूर्ण परिवर्तन लेते हो Q1 पर जाने के लिए फिर आपके पास वास्तविक विशेषण आधार है वास्तविक है कि Q 2 एक अंतिम स्थिति है तो आप वास्तविक उत्पन्न कर सकते हैं यदि आपने Q0 से असत्य उत्पन्न किया है तो आप un को लेते है जो आपको un प्लस वास्तविक साथ ही साथ आपको रियल शब्द भी देगा और Q 2 में जाएं आप unreal हो जाते हैं इसी तरह अन्य सभी शब्द जो आप इस विशेष ऑटोमेटन का उपयोग करके उत्पन्न कर सकते हैं इसलिए जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इन उदाहरणों में हमने कुछ मॉर्फोटैक्टिक्स को भी देखा है जो कि अंग्रेजी में एक अन्य प्रकार के morphemes के बाद आते हैं अब लेकिन मैं नियमित रूप से अंग्रेजी में नियमित आधार के बारे में क्या करता हूं मैं इस ऑटोमेटन में उस जानकारी को कैसे कैप्चर कर सकता हूं तो क्या हम लेक्सिकन को अपने ऑटोमेटन में भी शामिल कर सकते हैं तो यह वही है जो हम देखेंगे अगर मैं कार कारे बैग जैसे शब्दों को अपने ऑटोमेटन के अंदर शामिल करना चाहता हूं तो मैं यह कैसे कर सकता हूं तो यह वही है जो हमने देखा है इसलिए Q0 से मैं सभी रेगुलर नाउँनस को Q1 में ले जाता हूं सभी इररेगुलर नाउँनस सीधे Q2 पर जाती हैं लेकिन अब मैं लेक्सिकन को सम्मिलित करना चाहता हूं तो आइए हम एक बहुत ही सरल और एक छोटा सा शब्दकोष लेते हैं इसलिए मेरे पास शब्द जैसे बेग बॉय और डॉग नियमित संज्ञा के रूप में और अनियमित संज्ञा के रूप में मेन है और हम सभी को उत्पन्न करना चाहते हैं इसलिए मैं सभी के एकवचन और बहुवचन रूप को पहचानना चाहता हूं तो मैं क्या करूं तो आप यहाँ देखें की Q0 स्टेट से अब मैंरे पास सभी संभव अन्य व्यक्तिगत स्टेट्स है जो कि नियमित रूप से एकवचन संज्ञाएं को Q1 तक ले जाता हैं तो मैंरे पास b के लिए अलग नोड है और फिर b बेग और बॉय के बीच के बीच साझा किया गया हैं इसी तरह डॉग पर जाने के लिए एक अलग स्टेट है और अंत में ये सभी Q1 में सभी नियमित संज्ञाओं के एकवचन रूप में जाते हैं और फिर आप प्राप्त करते हैं और आप इसमें s जोड़ सकते हैं तो यह बहुवचन बन जाते है इसलिए आपके पास डॉग्स बेग्स और बोयस हैं आप इररेगुलर नाऊनस के लिए क्या कर रहे हो आपके पास एक अलग रास्ता है Man और m a n और m e n फिर से सीधे Q2 पर जाते हैं अब इस आंकड़े को देखते हुए आप बोयस की तरह शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं हां मैं Q0 से शुरू करता हूं जब मुझे b शब्द मिलता है तो मैं अगले स्टेट में जाता हूं मैं दूसरे स्टेट o में जाता हूं मैं अन्य स्टेट y में जाता हूं मैं Q 1 में जाता हूं और s पर मैं Q2 पर जाता हूं तो मैं बोयस को पहचान सकता हूं मैं बॉय को men man को यह सब इस ऑटोमेटन द्वारा पहचाना जा सकता है मैं अपनी शब्दावली में अन्य शब्दों को शामिल करने के लिए इसका और विस्तार कर सकता हूं लेकिन यहां लक्ष्य यह है रूपात्मक का लक्ष्य जहा से हमने शुरुआत की थी तो यह ऑटोमेटन क्या कर रहा है अंग्रेजी के एक शब्द को देखते हुए यह मुझे बताएगा कि अंग्रेजी में यह एकवचन या बहुवचन शब्द है यह मानते हुए कि आपने इस ऑटोमेटन का निर्माण करते समय अपनी शब्दावली में सभी शब्दों का ध्यान रखा है इसलिए यह विभिन्न शब्दों को पहचान सकता है तो वही हमने यहाँ लिखा है तो FSAs के गुण क्या हैं इसलिए वे बहुत एलिगेण्ट हैं ताकि रिकोग्नाइस प्रोबलम को लिनियर टाइम में हल किया जा सके उससे मेरा क्या मतलब है जैसे मुझे कोई इनपुट स्ट्रिंग दी गयी हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि लिनियर समय में स्ट्रिंग की लंबाई को ऑटोमेटन पहचानता है या नहीं क्योंकि हर बार जब आप बना रहे होते हैं और आपके पास एक शब्द boys होता है और जिसे आप स्टार्ट स्टेट से जांच कर रहे हैं तो आप आगे जाते हैं यदि आप इनपुट b लेते तो आप o y s पर जाते हैं और फिर अंत में यदि आप एक्सेप्टेड स्टेट में समाप्त होते हैं तो आप स्ट्रिंग को स्वीकार करेंगे अन्यथा आप निश्चित रूप से नहीं करेंगे यह केवल डिटरमिनिसटिक ऑटोमेटन के लिए होगा लेकिन जैसा कि हम स्वयं जानते हैं कि प्रत्येक नॉन डिटरमिनिसटिक फायनाइट ऑटोमेटन डिटरमिनिसटिक फायनाइट ऑटोमेटन को बनाने में योगदान करता है और इसमें एक सरल एल्गोरिथ्म उस के लिए है इसलिए हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है यहां तक कि अगर हम NFA I नॉन डिटरमिनिसटिक ऑटोमेटन से शुरू करते है तो मैं इसे DFA में बदल सकते हूं जहां लिनियर टाइम में आप यह पता लगा सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग स्वीकृत है या नहीं इसी तरह मुझे ऑटोमेटर के स्टेट्स के न्यूनतम मोड को प्राप्त करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिर से एक एल्गोरिथ्म है जो किसी भी ऑटोमेटन को उसके बराबर ऑटोमेटन में परिवर्तित करता है जिसमें स्टेट्स की संख्या न्यूनतम होती है इसलिए कि हम कहते हैं कि यह बहुत ही सुरुचिपूर्ण है कि आप NFA को DFA में बदल सकते हैं और DFA में आप इसे न्यूनतम संख्या में st मे बदल सकते हैं क्यूकि यह बहुत ही सुरुचिपूर्ण है और हमने देखा है कि यह एक लेंगवेज रेकोगनाइजर के रूप में काम कर सकता है जो एक नियमित भाषा देता है यह मुझे एक नया दिया गया नया स्ट्रिंग बता सकता है जो कि भाषा में है या नहीं भी तो इसलिए मैं पिछले प्रश्न पर आता हू कि क्या यही वही हैं जो हमें मोरफोलोजीकल अनालिसिस में जरूरत हैं तो जवाब है नहीं यह हमारे मोरफोलोजीकल अनालिसिस के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए हम बोयस शब्द का उपयोग करते है याद रखें कि हम जिस विभिन्न रूपात्मक विश्लेषण के बारे में बात करते हैं हमने लैम्बडाइज़ेशन खोजने के बारे में बात की वह सबसे सरल लैम्बडाइज़ेशन जैसा है मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि बोयस के लिए लेम्मा शब्द क्या है मैं शब्द बॉय का पता लगाना चाहता हूं क्या DFA मुझे शब्द बॉय प्राप्त करने में मदद कर सकता है यह नहीं कर सकता है यह केवल मुझे बता सकता है कि मेरी परिभाषित नियमित भाषा में बोयस एक शब्द है यह वहाँ है तो यह या तो एकल बहुवचन है लेकिन यह नहीं बता सकता है कि बोयस शब्द के लिए लेम्मा क्या है इसलिए मुझे कुछ और मॉडल की आवश्यकता है जो एक शब्द दे सकें मुझे यह भी बता सकते हैं कि लेम्मा या मूल रूप क्या है तो उसके लिए इसलिए FSAs भाषा पहचानकर्ता या जनरेटर हैं इसलिए हमें इसके बजाय ट्रांसड्यूसर की जरूरत है जो मुझे रूपात्मक विश्लेषण करने में मदद कर सके तो ट्रांसड्यूसर क्या हैं इसलिए ट्रांसड्यूसर अंतिम स्टेट ऑटोमेटन के काफी समान हैं सिवाय इसके कि वे एक स्ट्रिंग को दूसरे में अनुवाद करने में मेरी मदद कर सकते हैं तो अब वहाँ क्या होता है वे यह काम कैसे करते हैं मॉडल FSA के समान है लेकिन अब FSA के प्रत्येक एज में लेबल के रूप में सिंगल फोनीम होने के बजाय मेरे पास इनपुट फ़ोनीम या इनपुट केरेक्टेर सिमबोल और आउटपुट कैरेक्टर सिमबोल है तो यह एक कैरेक्टर सिमबोल को केरेक्टेर सिमबोल में ट्रांसलेट्स करता है ताकि इनपुट स्ट्रिंग बोयस की तरह से आउटपुट स्ट्रिंग जैसे कि बॉय मे जाने की मेरी समस्या हल हो जाए तो आइए हम उदाहरण के लिए आगे के शब्दकोश पर उदाहरण लें और वे बहुवचन हैं इसलिए पहले हमने फाइनल डीसीजन आटोमेटोन को देखा जहां हम प्रत्येक एज मे लेबल केवल इनपुट कैरक्टर के भीतर थे तो अंत में यह पहचान जा सकता है कि कोई शब्द भाषा में है या नहीं लेकिन अब हमारे पास ट्रांसड्यूसर है जहां इनपुट के साथ साथ आउटपुट कैरेक्टर को भी साथ मे लेबल किया जाता है तो आप यहां देखें तो यहाँ m m e n और e इनपुट है a आउट है तो एक बार जब आप इस ट्रांसड्यूसर को m e n जैसे इनपुट देते हैं तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वह है m e n वास्तविक लेम्मा होगा इस प्रकार वे रूपात्मक विश्लेषण समस्या को हल कर सकते हैं अब कुछ छोटे विवरण कि उस समस्या का सामना करते समय क्या समस्या हो सकती है उदाहरण के लिए यहाँ एक इनपुट है तो हम इसे लेक्सिकल लेबल कह रहे हैं केट मैं इसे अपनी संज्ञा में बदलना चाहता हूं लेकिन बहुवचन रूप मे तो मुझे पता है कि cat मुझे cats देती है लेकिन अगर मैं एक फॉक्स की तरह शब्द लेता हूं तो क्या होगा फॉक्स मुझे फोक्सेस देगी तो वहाँ होगा की आप सीमा पर फॉक्स और s के बीच मे एक e जोड़ कर बदल रहे हैं तो अब ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप इसे संभाल सकते हैं एक तुम cat को एक नियमित संज्ञा मे लेते हो और फिर एक नियमित रूप से बहुवचन है और अलग से लोमड़ी को अनियमित संज्ञा के रूप में यह एक संभावना है लेकिन दिलचस्प आइडिया यह है कि यदि आप लेक्सिकल फॉर्म केट प्लस नाउँन और बहुवचन और सतह रूप के बीच 2 लेवेल मोर्फोलोजी का उपयोग कर सकते हैं मतलब केट्स तो क्या मैं एक इंटरमीडिएट फ़ॉर्म को परिभाषित कर सकता हूं तो एक केट और s हैं लेकिन बीच में कुछ प्लेसहोल्डर भी है जो कि शून्य है और e जो इस बात पर निर्भर करता है कि स्टेम और सतह में उपलब्ध फोनेमेस क्या हैं इसलिए यह कि लेक्सिकल से सतह के स्तर तक जाने के बजाय सीधे मैं व्यक्तिगत स्तर पर जा सकता हूं पहले यह मेरा पहला लेबल है और फिर मैं मोर्फोलोजी के दूसरे स्तर में इंटरमीडिएट लेबल से सतह के स्तर पर स्थानांतरित करता हूं तो यह मेरा लेवल 2 मॉर्फोलॉजिक है तो उदाहरण है इसलिए अभिप्रेरण उदाहरण cats और fox के लिए है इसलिए fox प्लस n प्लस p1 से foxes तक जाने के बजाय मैं fox और कुछ प्लेसहोल्डर और एक s पर जाता हूं और यह शब्द का अंत है अब मेरे पास एक दूसरा लेबल नियम हो सकता है जो कहता है कि अगर मेरा संदर्भ समय 1706 fox का x h है s के बीच में कुछ जोड़ा होगा बीच में इसके अलावा बीच में अचानक परिवर्तन होगा जो की एक अलग मॉड्यूल द्वारा ध्यान रखा जा सकता है इसी तरह cat वहाँ एक प्लेसहोल्डर s है मैं यह पता लगा सकता हूं कि इस मध्यवर्ती रूप से दी गई वास्तविक सतह क्या होनी चाहिए तो यहाँ एक उदाहरण है इसलिए मेरे पास मेरी शब्दावली में फॉक्स केट गूस जैसे शब्द हैं और मैं एकवचन और बहुवचन का निर्माण कर रहा हूं तो आप यहाँ क्या देख रहे हो फॉक्स से लेकर केट तक के समान बहुवचन रूप उत्पन्न करने के लिए मैं कैरक्टर के अंत मे एक प्लेसहोल्डर को जोड़ता हूं तो अब यहाँ है तो यह मेरा मध्यवर्ती रूप है इसका मतलब है इस बिंदु पर मैं फॉक्स और केट के बीच अंतर नहीं कर रहा हूं वे बहुत समान व्यवहार कर रहे हैं इसलिए मुझे एक अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता है यह जानने के लिए कि यह मध्यवर्ती रूप क्या है सतह का स्तर क्या होना चाहिए तो यह 2 स्तर की आकृति विज्ञान है मैं फॉक्स S के पास जाता हूं तो बीच में कुछ है जो शून्य या कुछ और है मध्यवर्ती लेबल हो सकता है और फिर मध्यवर्ती लेबल से आप सतह के स्तर पर जाते हैं अब आपको क्या लगता है कि ट्रांसिशन मध्यवर्ती या सतह लेबल पर निर्भर करता है तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्टेम के अंतिम वर्ण और प्रत्यय के स्टार्टिंग डाइरेक्टर क्या हैं अब ये दिए गए हैं तो रिपलेसस्मेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए तो आपके पास इस नोटेशन में यह सरल नियम हो सकते हैं इसे संवेदनशील नियमों के रूप में संघनित संदर्भ के लिए कैथरीन कुक k नोटेशन भी कहा जाता है इसलिए कि इतने नियम हैं कि यदि एक लेटर a h को b मे बदला जाता है तो यदि h द्वारा c का दौरा किया जाता है और d द्वारा पीछा किया जाता है तो एक अक्षर a b में परिवर्तित हो जाता है तो यह है यदि आपको याद हो तो यह कॉन्टेस्ट सेनसिटिव ग्रामर हैं तो यही मैं कह रहा हूँ कि h को b में परिवर्तित किया जाता है यदि अगर b c से पहले और d के बाद आता हैं इसका मतलब है जब भी a c और d के बीच में आता है तो आप a को b में बदल देते हैं यह कॉन्टेस्ट सेनसिटिव रुल्स है तो इस तरह की शब्द विन्यास परिवर्तन नियम आप मध्यवर्ती स्तर से सतह के स्तर तक जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं आप इस नियम का उपयोग रूपांतरण करने के लिए कर सकते हैं अब इस 2 स्तर के मोरफोलोजी के बारे में बात करने के बाद सामान्य तौर पर जब लोग किसी दिए गए भाषा के लिए मोरफोलोजी अनालिसिस को डिजाइन करते हैं तो वे 2 अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोणों का पालन करते हैं इसलिए उन्हें लिंगुस्टिक अप्प्रोच और इंजीनियरिंग अप्प्रोच भी कहा जाता है तो इन दोनों में क्या अंतर है तो लिंगुस्टिक अप्प्रोच में क्या होगा आपके पास स्टेम है स्टेम पहले से ही लेक्सिकॉन या भाषा में परिभाषित है और आपके पास एक एफिक्स है जिसे परिभाषित भी किया गया है तो स्टेम के लिए आप h सफ़्फ़िक्सेस प्रत्ययों को लागू करेंगे लेकिन सरफेस चेंगिंग रुल्स को इस तरह के नियमों द्वारा अलग से ध्यान रखा जाएगा जो हमने अभी देखा है तो इस तरह के नियम होंगे जो सरफेस को परिभाषित करेंगे कि सरफेस लेवल पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं दूसरी ओर इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से आपके पास स्पेलिंग चेंजेस के लिए अलग नियम नहीं होंगे वे उस स्टेम की न्यूनतम संभव इकाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे जिसका उपयोग किया जा सकता है और यह भी कि क्या और कैसे अफफिक्स बड़े हो सकते हैं और उस मामले में जो स्टेम पर लागू किया जा सकता है इसे स्पष्ट करने के लिए आइए एक उदाहरण देखेंते है इसलिए यह आइडिया है कि इंजीनियरिंग दृष्टिकोण सभी फोनेटिक इर्रेगुलेरिलिटी को समाप्त कर देगा तो यहाँ एक उदाहरण चेक से है तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं इसलिए वे विभिन्न शब्द वुमेन ओवल ड्राफ्ट आइसबर्ग रेपर और फ्लाय हैं इनमें से प्रत्येक के लिए आपके पास वास्तविक शब्द और s हैं जो कि वुमेन है zen z e n और ओवल यह sov है तो यहां रूट शब्द और विभिन्न प्रत्यय हैं जो के विभिन्न ग्रेमेटिकल फंक्शनस में लगाए गए हैं जो S1 S2 S3 का उपयोग करके एब्सट्रेकटेड हैं और P2 विभिन्न ग्रेमेटिकल फंक्शन हैं आप उन्हें एकवचन बहुवचन जैसा मान सकते हैं तो एक दिए गए मूल शब्द में अफफिक्सस को लागू किया गया है तो जो आप यहां देख रहे हैं वह अंतिम रूप हैं इसलिए शुरुआती 2 शब्दों के लिए बहुत नियमित रूप हैं तो आपके पास शब्द sov है जो आप a y e n o अलग अलग रूपों को प्राप्त करने के लिए लागू करते हैं उसी तरह zen के लिए स्किक आपको कुछ अंतर दिखाई देते हैं वे लाल रंग में हैं तो क्या फर्क है जो आपको दिखाई देता है तो अब प्रत्यय S2 के मामले में I में क्यों बदल दिया गया है इसी तरह e के उच्चारण मुझसे खत्म हो गया है और आप एक सरल e प्राप्त कर रहे हैं इसलिए यह लाल रंग में है तो यह एक अनियमितता है यह ठीक है लेकिन अगर हम kr के साथ आइस वर्क पर जाएं तो क्या होगा आप S 3 के मामले में भी स्टेम को देखते हैं जो एक बदलाव है इसलिए r पर आपको एक उच्चारण मिल रहा है और P2 के लिए आपको kr के बीच में एक और अक्षर e मिल रहा है तो आपको k e r मिल रहा है तो अब आप इस तरह के बदलावों को vapor और fly में देखेंगे तो अब सवाल यह है कि कोई यह सभी परिवर्तन स्टेम्स और प्रत्ययों के मामले में सब अनियमितताएं कैसे पकड़ता है तो अब लिंगुस्टिक अप्प्रोच में जो होगा मैं वही अपने वही शब्द लूंगा इसलिए उदाहरण के लिए यहाँ मेरे पास stic और kr मूल शब्द के रूप और एक सेट प्रत्ययों का होगा और आप जानते हैं y e y e उच्चारण के साथ मेरे प्रत्यय हैं यह मेरी root और प्रत्यय जोड़ी को मैं जोड़ दूंगा और जो भी स्पेलिंग चेंगिंग रुल्स है मैं अलग अलग वर्तनी के नियम बदलने की कोशिश करूंगा जो पिछले के पिछले वर्ण के अनुसार है और उस रास्ते में वर्तनी परिवर्तन को परिभाषित करने का प्रयास करूंगा यह एक लिंगुस्टिक अप्प्रोच है इंजीनियरिंग अप्रोच में क्या होगा मैं तने के उस भाग का पता लगाने की कोशिश करता हूं जो इन सभी विविधताओं के बीच आम है तो यह पहले 3 zen sov और skic के साथ है लेकिन kr के साथ मैं केवल k को समान रूप से लूँगा मैं r नहीं लूंगा क्योंकि r एक उच्चारण के साथ या e n r के साथ में परिवर्तित हो रहा है इसलिए मैं केवल k को अपने स्टेम के हिस्से के रूप में ले जाऊंगा और शेष सभी चीजो मैं अपने स्टेम में परिवर्तित कर के जिसे मैं जोड़ सकता हूं और जो आप अंतिम तीन में देखते हैं इसलिए आपके पास वास्तविकता के रूप में केवल k p n m है और बाकी सब कुछ प्रत्यय में जाता है तो यह इंजीनियरिंग दृष्टिकोण है इसलिए ऐसा करके आपको अलग से स्पेलिंग चेंगिंग रुल्स को संभालने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मोरफोलोजी प्राइसिंग के लिए विभिन्न टूल किट उपलब्ध हैं उदाहरण के लिए AT और FSM लाइब्रेरी जो बहुत लोकप्रिय है किसी दिए गए भाषा के लिए मोरफोलोजी अनालिसिस करने के लिए OPENFST टूल बहुत लोकप्रिय है तो यह फाइनाइट स्टेट मेथड्स का उपयोग करके हमारी कम्प्यूटेशनल मोरफोलोजी के बारे में था इसलिए मैंने बहुत संक्षेप में बात की है कि हमारे फाइनेंशल मेथड्स क्या हैं और आप कम्प्यूटेशनल मोरफोलोजी के लिए इसका उपयोग कैसे करते हैं इसलिए अगले व्याख्यान में हम उसी प्रक्रिया जो कि अधिक लोकप्रिय समस्या स्पीच टेगिंग का हिस्सा हैं के बारे में बात करेंगे तो स्पीच टेगिंग की समस्या क्या है और विभिन्न कम्प्यूटेशनल मॉडल क्या हैं जिनका उपयोग आप इस समस्या को नियंत्रण करने के लिए कर सकते हैं